हम आज के लेक्चर में एक खास केस लेने जा रहे हैं जिसे री रेडिएटिंग सरफेस कहा जाता है ओके तो पुन विकिरण सतह अनिवार्य रूप से एक है जहां कोई गर्मी नहीं खोती है या दी जाती हैसे खो गया या दिया गयाइसलिए उस सतह से कोई गर्मी नहीं जाती है या उसे नहीं दिया जाता है और इसे पुन विकिरण सतह कहा जाता है कुछ अर्थों में यह एक ऐडियाबैटिक सतह की तरह है ठीक है तो मान लीजिए मेरे पास एक हैतो मान लीजिए कि सतह 1 पुन विकिरण सतह है जो मूल रूप से ऐडियाबैटिक है और यदि मेरे पास सतह 2 और सतह 3 है और मैं तापमान T1 T2 T3 A1 A2 और A3 निर्दिष्ट करता हूं और उत्सर्जन epsilon1 epsilon2 है और epsilon3 तो अब मैं इस समस्या के लिए प्रतिरोध लिख सकता हूं और पता लगा सकता हूं कि 1 और 2 के बीच शुद्ध ताप विनिमय क्या है इसलिए ध्यान दें कि सतह 1 छोड़ने वाला कुछ भी नहीं है इसलिए सतह 1 से कोई गर्मी नहीं खोती है और सतह पर कुछ भी नहीं जोड़ा जाता है इसलिए ध्यान रखें कि प्रत्येक सतह का प्रतिरोध उसके वातावरण के लिए नहीं हैयह वास्तव में इसके अनुरूप ब्लैक बॉडी है तो ध्यान दें कि ड्राइविंग बल ब्लैक बॉडी विकिरण और उस सतह से उत्सर्जन में अंतर है तो पूरी तरह से 6 प्रतिरोध हैंपूरी तरह से 6 प्रतिरोध हैं तो यह Eb1 है सिवाय इसके कि q उस सतह से दी गई या निकाली गई ऊष्मा की मात्रा 0 है तो यहाँ कुछ भी नहीं आता है और कुछ भी नहीं जाता है ठीक और इसलिए 1 माइनस epsilon1 by A1 epsilon1 होगा यही यहाँ प्रतिरोध है और यह Eb3 1 माइनस epsilon3 by A3 epsilon3 है और यह Eb2 1 माइनस epsilon2 by A2 epsilon2 है और यह 1 से A1F1 F12 A1F13 से 1 होगा A2F23 से 1 होगा तो वह प्रतिरोध है तो हमारे पास 6 प्रतिरोध हैंइन तीनों सतहों में से प्रत्येक के बीच आदान प्रदान के लिए 3 प्रतिरोध और गर्मी की मात्रा के लिए ड्राइविंग बल के लिए 3 प्रतिरोध जो अवशोषित होता है या उस सतह द्वारा अवशोषित या मुक्त होने वाली गर्मी की शुद्ध मात्रा होती है q3 सतह तीन को आपूर्ति की जाने वाली गर्मी की मात्रा है तो कुल प्रतिरोध क्या है कुल प्रतिरोध क्या है यह A3 epsilon3 by 1 माइनस epsilon3 है और निश्चित रूप से आपके पास A2 epsilon2 by यह 1 माइनस epsilon2 होगा इस घटक J1 J2 के लिए प्रतिरोध क्या है तो यह समानांतर है तो यह 1 by A2F23 प्लस 1 बाई होगा तो यह 1 by A1F13 प्लस 1 by A1F12 उसका व्युत्क्रम होगा तो वह कुल प्रतिरोध होगा अनिवार्य रूप से ये दो प्रतिरोध इस प्रतिरोध के समानांतर हैं जो यहां मौजूद है ठीक है और क्योंकि कोई गर्मी नहीं है जो बाहर आ रही है या बाहर जा रही है या यहां से आ रही है यह प्रतिरोध कुल विकिरण गणना में कोई भूमिका नहीं निभाता है हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि प्रतिरोध नगण्य है बस यह गणना में कोई भूमिका नहीं निभाता है जो ठीक है तो यह कुल प्रतिरोध है और अब आप सभी विकिरण विनिमय वगैरह पर विकिरण विनिमय की गणना करने में सक्षम होना चाहिए मान लीजिए कि आपके पास विकिरण और संवहन और चालन एक साथ है ठीक तो मान लीजिए कि आपके पास तीनों प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हैंयदि आपने चालन के बारे में विस्तार से नहीं बताया है लेकिन मान लें कि आप जानते हैं कि संवहन गुणों के साथ वर्कअराउंड कैसे काम करता है इसलिए यदि सभी तीन गर्मी हस्तांतरण मोड एक साथ एक सतह के माध्यम से हो रहे हैं तो यह अनिवार्य रूप से सभी मोड समानांतर में हैं तो यह पहली बात ठीक है क्योंकि ये गर्मी हस्तांतरण के स्वतंत्र तरीके हैं तो मान लीजिए कि आपके पास एक सतह है यह सतह 1 है और आपके पास सतह 2 ठीक है अब मान लें कि एक और दो के बीच हीट एक्सचेंज का रेडिएशन मोड ठीक है अब सैद्धान्तिक रूप से यदि बीच में कोई माध्यम है तो हम थोड़ी देर में यह देखने वाले हैं कि इस माध्यम में विकिरण को कैसे अभिलक्षित किया जाता है लेकिन मान लें कि कोई विकिरण नहीं है जिसका अर्थ है कि यदि माध्यम पारदर्शी है मीडिया विकिरण के लिए पारदर्शी है जिसका अर्थ है कि कोई अवशोषण या उत्सर्जन नहीं है इस तरफ जो कुछ भी आ रहा है वह माध्यम के दूसरी तरफ प्रसारित होता है और ऐसे मीडिया हैं जिनके पास वास्तव में यह गुण है और हम इसे थोड़ी देर में देखेंगे लेकिन इस मीडिया के माध्यम से चालन हो सकता है ठीक है सतह 1 से 2 तक ऊष्मा परिवहन की चालन विधा हो सकती है और यदि मीडिया एक निश्चित वेग से बह रहा है तो सतह 1 से 2 तक ऊष्मा परिवहन का एक संवहन मोड हमेशा हो सकता है इसलिए इसे चिह्नित करने का तरीका यह है कि यदि यह सतह 1 है और सतह 1 को प्रदान की जाने वाली गर्मी की मात्रा q है तो यह सिर्फ इतना है कि तीनों समानांतर में हो रहे हैं इसलिए यदि आप परिवहन के इन साधनों में से प्रत्येक के लिए प्रेरक शक्ति और प्रतिरोध का पता लगाने में सक्षम हैं तो हम इसे चालन के लिए प्रतिरोध संवहन के लिए प्रतिरोध और विकिरण के लिए प्रतिरोध के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं इसलिए यदि हम जानते हैं कि प्रेरक शक्ति कैसे प्राप्त करें और अधिकांश मामलों में हम चालन के बारे में जानते हैं तो हम जानते हैं कि तापमान अंतर विकिरण के लिए प्रेरक शक्ति है हम जानते हैं कि दो सतहों के बीच का आदान प्रदान विकिरण विनिमय के लिए प्रेरक शक्ति है और संवहन के लिए भी यह तापमान अंतर है जो कि प्रेरक शक्ति है इसलिए यदि हम जानते हैं कि जब हम प्रतिरोधों का पता लगा सकते हैं और यदि आप प्रतिरोध नेटवर्क का निर्माण करना जानते हैं तो हमें बहुत ही आसान तरीके से गर्मी परिवहन के कई मोड को शामिल करने में सक्षम होना चाहिए तो ध्यान दें कि यह तभी सच है जब मीडिया में गर्मी परिवहन की निरंतर दर होती है यदि गर्मी उत्पन्न होती है तो जाहिर है आप गर्मी परिवहन के चालन मोड के लिए प्रतिरोध नेटवर्क नहीं लिख सकते हैं उस स्थिति में आपको पूरा मॉडल लिखना होगा और पूरी समस्या को ठीक करना होगा इसलिए जब हम वास्तव में हीट एक्सचेंजर्स को देखते हैं तो हम वास्तव में संवहन और चालन के युग्मन से निपटेंगे आइए मान लें कि हम जानते हैं कि संवहन को कैसे चिह्नित करना है और यह गर्मी परिवहन के सभी तीन तरीकों को शामिल करने का तरीका है और मैं इसे विकिरण प्रक्रियाओं की पूर्णता के लिए शामिल करना चाहता हूं ठीक है तो हम वॉल्यूमेट्रिक अवशोषण देखने जा रहे हैं इसलिए जब हमने विकिरण पर चर्चा शुरू की तो हमने देखा कि विकिरण ठोस और तरल पदार्थ के लिए एक सतह क्षेत्र प्रक्रिया है जो एक निश्चित कंटेनर में मौजूद है लेकिन गैसों के लिए यह एक वॉल्यूमेट्रिक प्रक्रिया है इसलिए यदि हम मान लें कि हमारे पास दो सतहें ठीक हैं सतह 1 और सतह 2 और मान लें कि यह कुछ गैस से भरी हुई है तो ठीक है तो वॉल्यूमेट्रिक अवशोषण का पहलू गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है तो मान लीजिए अगर यह एक ध्रुवीय गैर ध्रुवीय गैस है तो ठीक हैयह एक गैर ध्रुवीय गैस है उदाहरण के लिए ऑक्सीजन की तरह ठीक है इसलिए गैर ध्रुवीय गैस उनके पास लगभग कोई विकिरण अवशोषण नहीं है अवशोषकता लगभग0 है वे विकिरण को अवशोषित या उत्सर्जित नहीं करते हैं और गैस की प्रकृति के कारण यह एक गैर ध्रुवीय गैस है और इसलिए वे विकिरण को अवशोषित या उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन मान लीजिए अगर मेरे पास ध्रुवीय गैसें हैंध्रुवीय गैस अमोनिया का एक अच्छा उदाहरण क्या है ठीक है तो अमोनिया ध्रुवीय है कार्बन डाइऑक्साइड ध्रुवीय है और आपके पास जल वाष्प ध्रुवीय है यह एक गैसीय अवस्था है वे सभी ध्रुवीय गैसें हैं इसलिए उनके पास एक निश्चित है वे मीडिया में विभिन्न स्थानों पर विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करने की क्षमता रखते हैं इसलिए जब मैं कहता हूं कि ये गैर ध्रुवीय गैसें अवशोषित या उत्सर्जित नहीं होती हैं तो वे अनिवार्य रूप से विकिरण के लिए पारदर्शी होती हैं जिसका अर्थ है कि पारगमनशीलता 1 के बराबर है ओके लेकिन ध्रुवीय गैसों के लिए जरूरी नहीं कि ऐसा ही होध्रुवीय गैसों का दूसरा गुण यह है कि परावर्तनशीलता लगभग नगण्य होती है तो ये गुण हैं अतः उनका प्रतिबिंब नगण्य है तो वे सिर्फ अवशोषित करते हैं और ठीक से संचारित करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक अवशोषण प्रक्रिया वे आम तौर पर तरंग दैर्ध्य बैंड कहलाते हैं तो तरंग दैर्ध्य बैंड में अवशोषिततो यह एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य की तरह नहीं है जिस पर उत्सर्जन और अवशोषण होने वाला है यह एक बैंड होने जा रहा है जिसमें वे विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करने जा रहे हैं तो हम अगले 15 मिनट के लिए जो देखने जा रहे हैं वह यह पता लगाना है कि इस प्रक्रिया को कैसे चिह्नित किया जाए तो विशेषता के लिए हमें परिभाषित करने की आवश्यकता है इसलिए ध्यान दें कि हम विकिरण के अवशोषण की इस प्रक्रिया को चिह्नित करना चाहते हैं तो यह होना चाहिए कुछ आंतरिक गुण होनी चाहिए जो अवशोषण प्रक्रिया को सही मात्रा में निर्धारित करती है अतः इसे अवशोषण गुणांक कहते हैं तो यह ऐसा है जब आपके पास चालकता थी जो कि गर्मी की मात्रा को मापती है जो यह संचालित करती है या rho Cp जो एक सिस्टम में गर्मी को स्टोर करने के लिए आंतरिक गुण है तो इसी तरह अवशोषण गुणांक मात्रा है जो किसी दिए गए माध्यम द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा को मापता है तो इसे कप्पा के रूप में दर्शाया गया है और निश्चित रूप से यह तरंग दैर्ध्य का कार्य है और इकाइयाँ प्रति मीटर हैं तो यह मूल रूप से आपको बताता है कि प्रति इकाई लंबाई मीडिया में जाने पर अवशोषित विकिरण की मात्रा क्या है तो जैसा कि आप जाते हैं कितना अवशोषित होता है यही वह है जो अवशोषण गुणांक द्वारा निर्धारित किया जाता है ठीक है तो मान लीजिए मैं लेता हूँइसलिए मेरे पास एक गैस है जो इन दो प्लेटों के अंदर भरी हुई है सतह 1 सतह 2 और आइए हम कहें कि सतह 1 पर गैस में प्रवेश करने वाले विकिरण की तीव्रता I लैम्ब्डा 0 है ठीक और यदि पृथक्करण की इस चौड़ाई की चौड़ाई 0 से L है तो ठीक है पृथक्करण की चौड़ाई 0 से L है और यदि मैं इसे अपना x निर्देशांक प्रणाली कहता हूं तो अब हमने कहा कि यह तरंग दैर्ध्य बैंड में हो रहा है और इसलिए हम एक अंतर संतुलन लिख सकते हैं इसलिए यदि यह मोटाई डेल्टैक्स है और यदि किसी x स्थान पर होने वाली विकिरण की तीव्रता I लैम्ब्डैक्स है और I लैम्ब्डा x प्लस dx क्या है तो ठीक है तो वह तीव्रता का प्रवाह है जो छोड़ देता है और अगर बोर्ड के बाहर विकिरण का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र तो यह बोर्ड के लंबवत है क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र A हैक्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो अब मैं इसके लिए एनर्जी बैलेंस लिख सकता हूं तो यदि यह एक स्थिर अवस्था प्रक्रिया है स्थिर अवस्था मान लें तो जो कुछ भी इस तत्व में प्रवेश करता है वह बराबर होना चाहिए जो तत्व छोड़ता है और जो कुछ भी अवशोषित होता है ठीक है तो वह A टाइम्स I लैम्ब्डैक्स होगा वह शुद्ध दर है जिस पर विकिरण उस तत्व में प्रवेश कर रहा है जो कि क्षेत्र के बराबर होना चाहिए मैं लैम्ब्डा x प्लस dx प्लस जो कुछ भी अवशोषित होता है अब ध्यान दें कि यह हैमुझे यह उल्लेख करना चाहिए था कि यह अवशोषण गुणांक वास्तव में विकिरण का अंश है जो उस स्थान पर अवशोषित होता है तो वह k लैम्ब्डा होगा AI लैम्ब्डा x में dx से गुणा किया जाएगा ओके तो वह शुद्ध विकिरण होगा अवशोषित विकिरण की कुल मात्रा तो यह dx में गैस द्वारा अवशोषित विकिरण है वह विकिरण की मात्रा है जो अवशोषित होती है तो सरल बीजगणित के बाद तो आप देखेंगे कि हम इसे फिर से लिख सकते हैं dI लैम्ब्डा x by dx माइनस कप्पा लैम्ब्डा के बराबर है ओके मैं इस समीकरण को हल कर सकता हूं I लैम्ब्डैक्स कुछ स्थिरांक के बराबर माइनस कप्पा लैम्ब्डा के x में हम इसे स्थिर कैसे पाते हैं तो चित्र याद रखें जो प्रवेश कर रहा है वह सतह 1 सतह 2 है जो x के बराबर 0 पर प्रवेश कर रहा है वह हैमैं लैम्ब्डा 0 ठीक है इसलिए अगर मुझे पता है कि कैसे मापना है तो मैंने सही किया है तो x के बराबर 0 पर यह सीमा की स्थिति ठीक है तो मैं इसे प्रतिस्थापित कर सकता हूं और मैं यह पता लगा सकता हूं कि मैं लैम्ब्डा को माइनस के लैम्ब्डैक्स के घातांक के बराबर से विभाजित करता हूं तो वह तीव्रता क्या होगी जिसके साथ विकिरण सतह को L पर छोड़ता है वह तीव्रता क्या होगी जिसके साथ विकिरण सतह 2 से टकराएगा यह मैं लैम्ब्डा L सही है तो मैं इसे प्रतिस्थापित करता हूं सतह 2 द्वारा प्राप्त विकिरण क्या I लैम्ब्डाL by क्या यह अभिव्यक्ति परिचित लगती है बीयर लैम्बर्ट का नियम ठीक है तो इसे ही बीयर लैम्बर्ट का नियम कहा जाता है